अभिवादन के मॉड्यूल 3 में आपका स्वागत है यूनिट 15 डिजाइन थिंकिंग के लिए निर्देश पिछली इकाई में हमने देखा निर्देश के लिए अनुकरण उपागम इस इकाई में हम इंजीनियरिंग डिजाइन थिंकिंग के लिए निर्देश को समझेंगे डिजाइन एक प्रमुख अर्थ में इंजीनियरिंग का सार है डिजाइन एक आवश्यकता की पहचान के साथ शुरू होता है और उपयोगकर्ता के हाथ में उत्पाद या प्रणाली के साथ समाप्त होता है यह मुख्य रूप से विश्लेषण के बजाय संश्लेषण से संबंधित है जो इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए केंद्रीय है यह एक लोकप्रिय परिभाषा है एक और परिभाषा है डिजाइन इंजीनियरिंग को परिभाषित करता है समाज को बेहतर बनाने के लिए नई चीजों का निर्माण करना एक इंजीनियर का काम है छात्रों को डिजाइन में मौलिक शिक्षा देना विश्वविद्यालय का दायित्व है हमें न केवल कोर इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए जो विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि हमें छात्रों को इंजीनियरिंग डिजाइन में अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए जो एक संश्लेषण गतिविधि है इंजीनियरिंग डिजाइन की परिभाषा के लिए एक और लोकप्रिय दृष्टिकोण इंजीनियरिंग डिजाइन एक व्यवस्थित बुद्धिमान प्रक्रिया है जिसमें डिजाइनर उन उपकरणों प्रणालियों या प्रक्रियाओं के लिए अवधारणाओं को उत्पन्न मूल्यांकन और निर्दिष्ट करते हैं जिनके रूप और कार्य ग्राहकों के उद्देश्यों या उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हुए बाधाओं के एक निर्दिष्ट सेट को प्राप्त करते हैं थोड़ा विस्तृत दिखता है लेकिन यह इंजीनियरिंग डिजाइन के सार को पकड़ लेता है और ध्यान दें कि वह कांसेप्ट शब्द का उपयोग ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों से थोड़ा अलग तरीके से करता है इस संदर्भ में कांसेप्ट से उनका सामान्य अर्थ यह है कि कार्यक्षमता को निर्दिष्ट करना या उस उपयोग को निर्दिष्ट करना जिससे यंत्र या तंत्र को रखा जाना है इसलिए डिज़ाइन की समस्याएं इस तथ्य को दर्शाती हैं कि डिज़ाइनर के पास एक ग्राहक होता है जो बदले में अंतिम उपयोगकर्ताओं के एक समूह को ध्यान में रखता है जिन्हें ग्राहक कहा जा सकता है जिनके लाभ के लिए डिजाइन कलाकृति विकसित किया जा रहा है डिजाइन प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है डिजाइन को आमतौर पर सीखना मुश्किल माना जाता है और अधिक सार्वभौमिक रूप से पढ़ाना मुश्किल माना जाता है डिजाइन सोच पूछताछ और सीखने की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दर्शाती है जो डिजाइनर समाधान विकसित करते समय संलग्न करते हैं इसलिए डिज़ाइन आर्टिफैक्ट बनाने की वास्तविक प्रक्रिया है और डिज़ाइन थिंकिंग संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो डिजाइनरों के दिमाग में चलती है डिज़ाइन थिंकिंग शब्द पहली बार पीटर रो द्वारा अपनी पुस्तक डिज़ाइन थिंकिंग में पेश किया गया था जिसे 1987 में प्रकाशित किया था उनकी पुस्तक का फोकस वास्तुकला और शहरी नियोजन में डिजाइन सोच है जो डिजाइन में पैटर्न की उत्पत्ति के समान है डिजाइन में पैटर्न भी वास्तुकला के संदर्भ में उत्पन्न हुए लेकिन बाद में कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए इसी तरह डिजाइन थिंकिंग शब्द वास्तुकला और शहरी नियोजन के संदर्भ में उत्पन्न हुआ लेकिन अब यह पूरे इंजीनियरिंग समुदाय में बहुत लोकप्रिय है इंजीनियरिंग डिजाइन के विशिष्ट संदर्भ में डिजाइन थिंकिंग को अब इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के एक अभिन्न और आवश्यक घटक के रूप में स्वीकार किया जाता है एमआईटी की सीडीआईओ कंसीव डिजाइन इंप्लीमेंट ऑपरेट पहल अक्सर उद्धृत उदाहरण है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डी स्कूल का भी उल्लेख किया गया है लेकिन यह विशेष रूप से स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के संदर्भ में नहीं था एनबीए द्वारा निर्दिष्ट कई कार्यक्रम परिणाम उन दक्षताओं को संदर्भित करते हैं जो सीधे इंजीनियरिंग डिजाइन से संबंधित हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइनर एक सिस्टम संदर्भ में प्रदर्शन करते हैं जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं निर्णय लेते हैं एक सामाजिक प्रक्रिया में टीमों पर सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कई भाषाएँ बोलते हैं ये डिज़ाइन भाषाएँ हैं इन दक्षताओं को सुगम बनाने का निर्देश अपने आप में एक बहुत ही जटिल डिजाइन गतिविधि है हम कह सकते हैं कि यह निर्देशात्मक डिजाइन गतिविधि है इंजीनियरिंग डिजाइन थिंकिंग कुछ प्रमुख विशेषताएंसंदर्भ से अनुकूलित इंजीनियरिंग डिजाइन थिंकिंग टीचिंग और लर्निंग Engineering design thinking teaching and learning" httpwwwaseeorgaboutpublicationsjeeupload2005jee samplehtm हैं जनरेटिव प्रश्न हम इन सभी मुद्दों पर संक्षेप में देखते हैं सिस्टम सोच अनिश्चितता डिजाइन निर्णय विकल्प सामूहिक कार्य प्रत्योक्षकरण रचनात्मकता डिज़ाइन भाषाओं में संचार डिजाइन थिंकिंग के लिए निर्देश इन सभी मुद्दों को संबोधित करना चाहिए और इन सभी मुद्दों में छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिए पारंपरिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम गहन तर्कपूर्ण प्रश्नों को आमंत्रित करते हैं लेकिन उत्तर प्रासंगिक ज्ञान क्षेत्र में सच्चे उत्तरों में परिवर्तित होने चाहिए इसका अर्थ है कि प्रश्न का उद्देश्य सच्चे या सही उत्तर पर पहुंचना है इसके विपरीत डिजाइन थिंकिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रश्न प्रकृति में खोजपूर्ण होते हैं और कुछ अच्छी तरह से परिभाषित सच्चे सही उत्तरों तक पहुंचने के अर्थ में उनके उद्देश्य सही उत्तर नहीं होते हैं लेकिन समाधान स्थान तैयार करने के लिए उपयोगी ग्राहकों के अतिरिक्त विचार और इरादे होते हैं यह ग्राहकों की आवश्यकताओं या निहित जरूरतों या इरादों को जानने की एक प्रक्रिया है वे प्रकृति में अधिक उत्पादक हैं और एक सच्चे उत्तर जैसा कुछ भी नहीं है लेकिन वे प्रकृति में खोजपूर्ण हैं सामान्यतः इन दो प्रकार के प्रश्नों को क्रमशः अभिसरण सोच और भिन्न सोच कहा जाता है अधिकांश इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम वास्तव में छात्रों को अभिसरण सोच में प्रशिक्षित करते हैं इंजीनियरिंग पाठ्यचर्या में आमतौर पर डिजाइन थिंकिंग में अलग अलग पूछताछ का शिक्षण नहीं किया जाता है केस स्टडी आधारित समूह चर्चा छात्रों को सृजनात्मक प्रश्न पूछना सीखने में मदद कर सकती है छात्रों को बनाने महत्व को समझने और सृजनात्मक प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करने के लिए स्पष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है वास्तविक ग्राहकों के साथ बातचीत जहां संभव हो और प्रशिक्षक के बाद के मार्गदर्शन से बहुत मदद मिलेगी भूमिका खेल अनुकार खेल भी निश्चित रूप से मदद करेंगे संस्थानों को इस तरह की गतिविधियों के लिए सचेत रूप से योजना बनानी चाहिए क्योंकि नियमित पाठ्यक्रम केवल अभिसरण प्रश्नों अभिसरण सोच पर केंद्रित होते हैं और भिन्न सोच सृजनात्मक प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है यदि छात्रों को उन दक्षताओं को प्राप्त करना है तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इंजीनियरिंग सिस्टम तेजी से अधिक महत्वाकांक्षी और अधिक जटिल होते जा रहे हैं जैसे जैसे क्षमताएं बढ़ती हैं जैसे जैसे प्रौद्योगिकियां अधिक परिष्कृत होती जाती हैं जैसे जैसे ग्राहकों की महत्वाकांक्षाएं अधिक परिष्कृत होती जाती हैं सिस्टम भी अधिक जटिल होते जाते हैं इसके अलावा एनबीए के पीओ को डिजाइनरों को पर्यावरण स्थिरता समाज कानूनी मुद्दों आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता होती है छात्रों को एक प्रणाली के कई हिस्सों के बीच बातचीत और सिस्टम और पर्यावरण के बीच बातचीत से उत्पन्न होने वाले संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जब कई भागों को एक साथ रखा जाता है तो परिणामी जटिलता के परिणाम अनपेक्षित हो सकते हैं परिणाम अनपेक्षित हैं वे या तो घटकों के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न हो सकते हैं सबसिस्टम स्वयं या सिस्टम और पर्यावरण के बीच की बातचीत से उन्हें अधूरी जानकारी से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो आमतौर पर किसी भी वास्तविक दुनिया की समस्या में होता है अस्पष्ट लक्ष्य ग्राहक अक्सर बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और अनुमानित मॉडल लगभग हर मॉडल जो हम डिजाइन के दौरान बनाते हैं वास्तविकता का अनुमान है इसलिए अनुमानित मॉडल अनिश्चितता को संभालना और सांख्यिकीय रूप से सोचें किसी दिए गए संदर्भ में भौतिक मात्राओं का मोटा अनुमान लगाएं और यह डिजाइन की विवेक जांच और उन मापदंडों का पता लगाने के लिए आवश्यक है जिन्हें सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता है आम तौर पर एक जटिल प्रणाली में बहुत अधिक मानक होंगे और डिजाइन टीम के लिए सभी मानकों का ख्याल रखना मानवीय रूप से लगभग असंभव होगा इसलिए अक्सर हम शामिल भौतिक मात्राओं का मोटा अनुमान लगाते हैं और निर्णय लेते हैं कि बाद की डिजाइन प्रक्रिया में किन मापदंडों को सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता है यह भी एक कौशल है जो हमें छात्रों को सचेत रूप से प्रदान करना चाहिए छात्रों को आवश्यक होने पर उपयुक्त प्रयोगों को डिजाइन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अतिरिक्त डेटा प्राप्त करने के लिए एक डिजाइन विचार को मान्य करने के लिए कुछ आवश्यकताओं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कई संदर्भ हैं कि हमें कुछ उपयुक्त प्रयोग क्यों करने पड़ सकते हैं अतः उपयुक्त प्रयोगों को कैसे अभिकल्पित किया जाए यह भी विद्यार्थियों को सिखाया जाना चाहिए छात्रों को बहु विषयक बहु सांस्कृतिक टीमों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए एक अन्य पीओ भी इस आवश्यकता को बताता है उपयुक्त डिज़ाइन भाषाओं का उपयोग करके संवाद करें वे पाठ कथन चित्रात्मक प्रतिनिधित्व गणितीय या विश्लेषणात्मक मॉडल या भाषाएं हो सकती हैं जो किसी विशेष डोमेन के लिए बहुत विशिष्ट और अद्वितीय हैं इसलिए उन्हें उपयुक्त डिज़ाइन भाषाओं का उपयोग करना चाहिए डिजाइन निर्णय विकल्प बनाएं और ज्यादातर बार वे सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होते हैं दोनों विकल्प सही हैं लेकिन आपको यह तय करना होगा कि कौन सा विकल्प बेहतर है दक्षता के मामले में लागत के मामले में बाजार के समय के मामले में उपयोगिता के मामले में बेहतर हो सकता है कई प्राचल हो सकते हैं अनिवार्य रूप से दोनों सही हैं लेकिन डिजाइनरों को उनमें से एक को चुनना चाहिए और इस तरह की सोच के लिए भी बहुत विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है मानव संसाधन लागत और अनुसूचियों सहित संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान लगाएं डिजाइन थिंकिंग के लिए कुछ संभावित दृष्टिकोण परियोजना आधारित निर्देश समस्या आधारित निर्देश अनुकरण आधारित निर्देश और निर्देश के लिए अनुभवात्मक दृष्टिकोण होंगे ये सभी चार दृष्टिकोण हमने पिछली इकाइयों में चर्चा की है और हमने इन दृष्टिकोणों के फायदे और सीमाओं को देखा है और हमने विशिष्ट स्थितिजन्य संदर्भ को भी देखा है इन दृष्टिकोणों को विशिष्ट संस्थानों और विशिष्ट संदर्भों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी जैसा कि चर्चा की गई है इन पहले की इकाइयों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिजाइन थिंकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण परियोजना आधारित निर्देश था और निरंतर है क्योंकि यह गतिविधि उस गतिविधि से सबसे अधिक मिलती जुलती है जो इंजीनियर अपने पेशेवर अभ्यास के दौरान करते हैं परंपरागत रूप से इंजीनियरिंग कार्यक्रम पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में एक प्रमुख परियोजना कार्य शामिल था और यह छात्रों को इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधि से जुड़ने का पहला और एकमात्र अवसर प्रदान किया गया था सीडीआईओ ढांचा आम तौर पर इसे एक कैपस्टोन परियोजना के रूप में कहता है लेकिन भारत में अधिक सामान्य शब्दावली इसे मुख्य परियोजना या अंतिम वर्ष की परियोजना के रूप में कहते हैं कुछ कार्यक्रमों विशेष रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में एक मुख्य पाठ्यक्रम शामिल होता है अक्सर एक सिद्धांत केवल पाठ्यक्रम पहले के सेमेस्टर में डिजाइन पर आमतौर पर या तो चौथे या पांचवें या छठे सेमेस्टर में कई संस्थानों में एक पाठ्यक्रम होता है लेकिन यह सभी विषयों में सामान्य नहीं है अक्सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कभी कभी सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा पाठ्यक्रम शामिल होता है लेकिन अक्सर यह केवल सिद्धांत पाठ्यक्रम होता है हालांकि कुछ संस्थानों में उनके पास कुछ प्रयोगशाला घटक होते हैं जहां वे आम तौर पर कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजों का उपयोग सिखाते हैं जो डिजाइन गतिविधि में उपयोगी होते हैं अंतिम वर्ष में मुख्य परियोजना वास्तव में मूल्यवान है यह पहली बार है जब छात्र संश्लेषण गतिविधि में संलग्न हैं यह उन्हें वास्तविक इंजीनियरिंग डिजाइन अनुभव प्रदान करता है लेकिन यह योजना में बहुत देर से शामिल किया गया है या तो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में इस सन्दर्भ में कुछ संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को परियोजना के स्थान पर अतिरिक्त सिद्धांत पाठ्यक्रम करने का विकल्प देने का विचार शायद बहुत अच्छा कदम नहीं है वर्तमान में एक अधिक पसंदीदा तरीका छात्रों को पहले वर्ष में ही डिजाइन अनुभव प्रदान करना है अक्सर विचार यह होता है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को केवल अंतिम वर्ष में ही इंजीनियरिंग डिजाइन का अनुभव मिलता है उस समय तक कुछ छात्र अप्रेरित हो जाते हैं पूरे पहले वर्ष में वास्तव में इंजीनियर क्या करते हैं इसका कोई अनावरण नहीं है सोच यह रही है कि हम छात्रों को पहले वर्ष में ही इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधि से अवगत करा दें एक स्वतंत्र डिजाइन थिंकिंग पाठ्यक्रम या तो 0 थ्योरी 0 ट्यूटोरियल 1 प्रयोगशाला या 0 थ्योरी 0 ट्यूटोरियल 2 प्रयोगशाला इकाइयों को चुना जा सकता है और परियोजना आधारित निर्देश दृष्टिकोण का उपयोग करके पहले वर्ष में ही पेश किया जाता है फिर से सीडीआईओ ढांचा इसे कॉर्नरस्टोन परियोजना कहता है लेकिन भारत में हम इसे केवल एक डिजाइन थिंकिंग पाठ्यक्रम कहने के आदी हैं पहले से ही चर्चा किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रशिक्षक को काफी उपदेशात्मक निर्देश प्रदान करना चाहिए क्योंकि छात्र अभी प्रथम वर्ष में हैं और जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की उनमें से कई जो इंजीनियरिंग डिजाइन थिंकिंग की विशेषताएं हैं प्रशिक्षकों को छात्रों को कुछ अतिरिक्त निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है चुनौतियां जो विशेष रूप से प्रथम वर्ष में मौजूद हैं ये चुनौतियां अंतिम वर्ष की परियोजना में भी मौजूद हैं लेकिन वे प्रथम वर्ष की परियोजना के साथ और अधिक गंभीर हो जाती हैं क्योंकि छात्र अभी तक उजागर नहीं हुए हैं डोमेन विशिष्ट पाठ्यक्रमों या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स में एक या दो प्रारंभिक पाठ्यक्रम हो सकते हैं समस्या यह है कि हम प्रारंभिक समस्या कैसे तैयार करते हैं प्राकृतिक भाषा का उपयोग करते हुए अस्पष्ट तरीके से दिए गए कथन से हम इंजीनियरिंग के संदर्भ में समस्या को कैसे तैयार करते हैं प्रारंभिक सूत्रीकरण कैसे होता है अंत में इंजीनियरिंग के संदर्भ में एक विशिष्ट समस्या कैसे मिलती है हम छात्रों को एक प्राकृतिक भाषा में समस्या के अस्पष्ट बयान से पूरी तरह से निर्दिष्ट समस्या के इंजीनियरिंग शब्दों में अत्यधिक विशिष्ट बयान में जाने के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं हम बहु विषयक टीम कैसे बनाते हैं आवश्यक दक्षताएं कुछ बुनियादी डिजाइन अवधारणाएं उपकरण दृष्टिकोण यहां तक कि कुछ मशीनरी और कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज कुछ प्राथमिकबुनियादी अनावरण की भी आवश्यकता होगी हमें छात्रों को कुछ बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे परियोजना को पूरा करने के लिए कुछ न्यूनतम दक्षता प्राप्त कर सकें उपयोग की जाने वाली डिजाइन प्रक्रिया विशिष्ट प्रक्रिया चरणों को बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता है और छात्रों को उन प्रक्रिया चरणों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जाहिर है अधिकांश संस्थानों में पहले वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में छात्र होते हैं इसलिए परियोजना टीमों जो संख्या में बहुत बड़ी होगी को संभालने के लिए संकाय पक्ष से काफी समय और प्रयास की आवश्यकता होगी संकाय पर भार काफी अधिक होने वाला है और हमें इन संसाधनों को पर्याप्त संख्या में रखने की योजना बनाने की आवश्यकता है आकलन भी एक चुनौती है हमें न केवल तैयार कार्य का बल्कि प्रक्रिया के अनुपालन का भी आकलन करने की आवश्यकता है कि छात्रों ने किस हद तक समझ लिया है और डिजाइन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं हमें अंतिम उत्पाद का मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है और हमें व्यक्तिगत योगदान और टीम वर्क के बीच स्पष्ट अंतर करने की आवश्यकता है छात्रों को यह भी समझना चाहिए कि उनका मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से और साथ ही एक टीम द्वारा किया जाएगा इन चीजों को वास्तव में पाठ्यक्रम के डिजाइनरों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए इसके लिए सामान्य दृष्टिकोण यह है कि शुरू में सिद्धांत और उपकरणों का न्यूनतम प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान किया जाता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है छात्रों को कुछ न्यूनतम दक्षता प्रदान करने के लिए यह प्रदर्शन आवश्यक है समस्या निर्माण चरण के दौरान घनिष्ठ परामर्श भी होता है क्योंकि उन्हें अस्पष्ट रूप से बताई गई समस्या को सटीक इंजीनियरिंग शब्दों में अनुवाद करने की आवश्यकता होती है और यह फिर से संकाय पर भार है मार्गदर्शन को उत्तरोत्तर कम किया जाता है ताकि छात्र स्वतंत्र रूप से और अपने स्वयं के समूहों में संकाय द्वारा उस तरह के हाथ पकड़े बिना सोचने के लिए अनुकूलित हो जाएं जो प्रारंभिक चरणों में होता है संकाय पर भार एक मुद्दा है जिसे संस्थान स्तर पर हल किया जाना है कुछ संस्थानों में एक और दृष्टिकोण की कोशिश की जा रही है जो अभी भी भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं है लेकिन कुछ संस्थान कोशिश कर रहे हैं और कुछ संस्थानों में विदेशों में भी इसे आजमाया गया है सिद्धांत का प्रारंभिक न्यूनतम प्रत्यक्ष निर्देश और उपकरण लगभग 2 सप्ताह इसमें सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ साथ मशीनरी और उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में कुछ जानकारी शामिल होगी लगभग 2 सप्ताह फिर डिजाइन उपकरण सीखने के लिए आधार प्रदान करने के लिए संकाय द्वारा सौंपा गया एक बहुत छोटी परियोजना यह लगभग 4 सप्ताह हो सकता है यह एक डिजाइन समस्या पर एक टीम में काम करने के विचार के साथ परियोजना टीमों को सहज बनाने के लिए प्रकृति में अधिक खोजपूर्ण है ताकि छात्रों को डिजाइन थिंकिंग करने के लिए उजागर किया जा सके फिर रिवर्स इंजीनियरिंग में एक छोटी परियोजना लगभग 3 सप्ताह एक पूर्ण उत्पाद दिया जाता है और छात्र रिवर्स इंजीनियरिंग गतिविधियों को करते हैं ताकि यह समझ सकें कि उत्पाद को कैसे संश्लेषित किया गया था इसके बाद आमतौर पर किसी प्रकार की चर्चा होगी जहां छात्र इस अंतिम उत्पाद पर पहुंचने के लिए अपनाई गई डिजाइन प्रक्रिया के बारे में अपनी टिप्पणियां और राय व्यक्त करते हैं फिर एक वास्तविक या भूमिका खेल ग्राहक के लिए एक मुख्य डिज़ाइन परियोजना यह लगभग 6 सप्ताह तक चलने वाली इस सभी प्रशिक्षण गतिविधि की वास्तविक परिणति होगी कुछ संस्थानों ने इस परियोजना को वास्तविक ग्राहक के लिए करने का साहसिक कदम उठाया है आमतौर पर ग्राहक स्थानीय समुदाय का कोई व्यक्ति होता है इसलिए छात्रों को उनकी समस्याओं को समझने के लिए स्थानीय समुदायों का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है फिर वापस आकर संकाय के साथ चर्चा करें और एक समस्या का सूत्रीकरण करें जिसका समाधान स्थानीय समुदाय पर कुछ असर डालेगा बेशक जहां ऐसा संभव नहीं है प्रशिक्षक एक ग्राहक की भूमिका निभा सकता है या कभी कभी कुछ परियोजना दल ग्राहकों की भूमिका निभाते हैं लेकिन ग्राहक से आवश्यकताओं को प्राप्त करने के विचार के बारे में कुछ जानकारी दी जानी चाहिए अधिकांश संस्थानों में आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रक्रिया चरण होता है छात्रों को इस विशेष प्रक्रिया चरण में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए इस तरह छात्रों को पहले वर्ष के दौरान ही इंजीनियरिंग डिजाइन थिंकिंग और डिजाइन में अनुभव प्राप्त होता है ऐसा लगता है कि यह अच्छा काम कर रहा है लेकिन मुख्य चुनौती फिर से संकाय पर भार है उत्पन्न किए जाने वाले परियोजना विचारों की संख्या प्रदान किए जाने वाले संसाधन छात्र टीमों को सलाह देने में लगने वाला समय और मूल्यांकन में बिताया गया समय संकाय पर पर्याप्त भार का प्रतिनिधित्व करता है इन चुनौतियों के बावजूद पहले वर्ष में एक डिजाइन परियोजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि सभी हितधारकों द्वारा लाभ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है शिक्षकों छात्रों अभिभावकों यहां तक कि उद्योग जगत को भी यह बहुत आकर्षक लगता है कि छात्रों को पहले वर्ष में ही इंजीनियरिंग डिजाइन और इंजीनियरिंग डिजाइन थिंकिंग से अवगत कराया जाए वे पाते हैं कि यह इंजीनियरिंग में छात्रों की रुचि को बढ़ाता है और उच्च सेमेस्टर में बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करता है वे उच्च सेमेस्टर में अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों के संदर्भ को बेहतर ढंग से देखने में सक्षम हैं और वे उन पाठ्यक्रमों को अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं से बेहतर तरीके से जोड़ने में सक्षम हैं यह अंतिम परत परियोजना में बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाता है उन्हें पहले से ही एक परियोजना करने का अनुभव है पहले वर्ष में एक इंजीनियरिंग डिजाइनर के तरीके से सोचना और इससे अंतिम वर्ष की परियोजना में बेहतर प्रदर्शन करना संभव हो जाता है यह बदले में उनके प्लेसमेंट के अवसर को बढ़ाता है और उद्योग उन्हें अधिक रोजगार योग्य भी पाता है कुछ संस्थानों ने हाल ही में दूसरे और तीसरे वर्ष में भी डिजाइन थिंकिंग के विचार के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया है अंतिम वर्ष हमेशा सामान्य था प्रथम वर्ष यह काफी वर्षों से आजमाया जा रहा है और यह जारी है लेकिन हाल ही में कुछ संस्थान दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में भी डिजाइन थिंकिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है कि एक क्रम है पहले वर्ष से अंतिम वर्ष तक डिजाइन थिंकिंग पाठ्यक्रमों की प्रगति अंतिम वर्ष में डिजाइन के साथ छात्र जुड़ाव काफी पारंपरिक है पहले वर्ष में डिजाइन के साथ जुड़ाव संस्थानों की बढ़ती संख्या में पेश किया जा रहा है लेकिन कुछ संस्थान दूसरे वर्ष औरया तीसरे वर्ष में भी एक डिजाइन परियोजना के साथ प्रयोग कर रहे हैं कोई इसे दोनों वर्षों में आजमा रहा है कोई इसे तीसरे वर्ष में कोई दूसरे वर्ष में कोशिश कर रहा है छात्रों को इस तरह का अनुभव देने छात्रों को इस तरह का डिज़ाइन अनुभव प्रदान करने पर ध्यान अधिक से अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है लाभ स्पष्ट हैं लेकिन आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना काफी चुनौती भरा हो सकता है संस्थानों को अपनी विशिष्ट स्थितिजन्य आवश्यकताओं को देखते हुए प्रयोग करने और यह तय करने की आवश्यकता है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है उन्हें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि इन गतिविधियों का किस प्रकार का मिश्रण उनके लिए सबसे अच्छा काम करेगा एक अनूठा समाधान जैसा कुछ भी नहीं है जिसे सभी संस्थान अपना सकते हैं अभ्यास 1 प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक इंजीनियरिंग डिजाइन समस्या विकसित करें और इसके लिए एक निर्देशात्मक रणनीति विकसित करें 2 अपने छात्रों द्वारा वांछित सीखने की सुविधा के लिए अपने विभाग में लागू किए गए निर्देशात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करें अभ्यास के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम समझेंगे कि मेटाकॉग्निटिव लर्निंग के लिए निर्देश और प्रशिक्षक सीखने के मेटाकॉग्निटिव पहलुओं का ध्यान कैसे रखते हैं छात्र के सीखने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू जिसका छात्र के सीखने पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है